तो यह सेंसर क्लाउड पर व्याख्यान का दूसरा हिस्सा है पहले भाग में हमने समझा है कि सेंसर क्लाउड क्या है नियमित सेंसर नेटवर्क पर सेंसर क्लाउड के फायदे और सेंसर क्लाउड वास्तविक जीवन के अनु प्रयोगों में कैसे मदद कर सकता है इसलिए हम अब सेंसर क्लाउड के निर्माण में कुछ मुद्दों पर गौर करने जा रहे हैं इसलिए आप सिर्फ सेंसर क्लाउड के बारे में बात करते समय पहले भाग में हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में जानते हैं यह 2 प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के बारे में है एक सेंसर नेटवर्क है और क्लाउड सेंसर नेटवर्क के प्रसार की अंतर्निहित क्षमताओं का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है इसलिए सेंसर नेटवर्क डेटा अधिग्रहण में बहुत अच्छे हैं और उसके बाद इस जानकारी का प्रसार और क्लाउड मूल रूप से इन्फर्मेशन स्टोरिज डेटा स्टोरिज के मामले में अच्छा है इसलिए दोनों के फायदों का दोहन करने की कोशिश हम सेंसर क्लाउड में करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कैसे किया जाता है यह वर्चुअलाइजेशन क्षमताओं की मदद से किया जाता है इसलिए सेंसर क्लाउड में हम सेंसर को वर्चुअलाइजेशन की तकनीक के माध्यम से एक सेवा के रूप में पेश कर रहे हैं जिसके द्वारा ये विभिन्न सेंसर वर्चुअलाइज्ड होते हैं और सेंसर के इन विज़ुअलाइज़ेड इंस्टेंस को अलग अलग उपयोगकर्ता के सेंसर क्लाउड के लिए उपलब्ध कराया जाता है सेंसर क्लाउड आर्किटेक्चर में आमतौर पर विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं एक खुद एंड यूजर्स हैं दूसरा सेंसर मालिक हैं और तीसरा सेंसर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है तो जैसे यह कुछ और हो सकता है आप विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं या हितधारकों को भी जानते हों लेकिन आमतौर पर हम इन हितधारकों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होता है सेंसर मालिक वह है जो मूल रूप से आपको ये बताता है कि मूल रूप से कौन खरीदता है और इन सेंसर को उपलब्ध करता है सेंसरों के मालिक उन्होंने सेंसर खरीद लिए हैं और उन्होंने सेंसर आपके उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिए हैं सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता ज्यादातर सेंसर सेवाओं के पर्यवेक्षण प्रबंधन के बारे में चिंतित है तो वे मूल रूप से सेंसर मालिकों के साथ मिलकर शहर या कई शहरों की तरह रुचि के क्षेत्र में संवेदक नोड्स को दिलचस्पी के क्षेत्र में तैनात करते हैं वे इन अलग अलग सेंसर को अलग अलग बिंदुओं पर तैनात करेंगे और फिर सेंसर डेटा अलग अलग उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने जा रहे हैं इसलिए हालांकि सेंसर क्लाउड का मुख्य लाभ विज़ुअलाइज़ेशन की तकनीक के माध्यम से एक वर्चुअलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से होता है विभिन्न मालिक अपने स्वयं के संवेदन कार्यों को करने के लिए इन विभिन्न सेंसर उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं इसलिए हमारे पास मूल रूप से एक सेवा के रूप में सेंसर हैं या यहां तक कि हम सेवा के रूप में संवेदन की अवधारणा को पसंद कर सकते हैं तो एक सेवा के रूप में सेंसर का मतलब है कि सेंसर को जिस किसी की भी आवश्यकता है आपको पता है कि जिसे भी सेंसर की आवश्यकता है वे उसी तरह से सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर पाएंगे जैसे कि क्लाउड में वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंत तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता हैं इसी तरह की एक समान चीज़ यहाँ पर की गई है बुनियादी ढांचे के बजाय हमारे पास सेंसर हैं और सेंसर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं तो यह सेंसर क्लाउड का पूरा विचार है और इस विशेष पृष्ठभूमि में हमें यह समझना होगा कि अगर हमें सेंसर क्लाउड के इस तरह के बुनियादी ढांचे को विकसित करना है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं तो आइए इन कुछ अलग मुद्दों पर गौर करें इसलिए सेंसर क्लाउड में पहला प्रबंधन मुद्दा है इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं आभासी की इष्टतम संरचना क्या है सेंसर नोड्स और वर्चुअल सेंसर नोड्स की इष्टतम संरचना क्या है तो यह क्या इसका मतलब है कि मैं जल्द ही इसके बारे में बात करूंगा दूसरा वह डेटा है जिसे आप जानते हैं तो क्या कुछ अनुप्रयोगों के लिए होता है यह हमेशा सेंसर के लिए शारीरिक रूप से आवश्यक नहीं है भौतिक स्तर पर आप जानते हैं कि डेटा बहुत अधिक नहीं बदलता है तो आपको पता है कि डेटा को कैश किया जा सकता है और अंत उपयोगकर्ताओं को अलग अलग उपयोगकर्ताओं तक पहुँचा जा सकता हैं यदि डेटा बहुत स्थिर नहीं है तो आप जानते हैं कि इसे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है और फिर इष्टतम मूल्य निर्धारण है इसलिए मूल्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सेवा देने वाला सेंसर है क्लाउड सेवा प्रदाता इन विभिन्न सेवाओं की पेशकश कर रहा है इसलिए सेवा की पेशकश है इसलिए कीमत कैसी होने जा रही है यह इष्टतम मूल्य निर्धारण है तो पहले हम आभासी सेंसर की इष्टतम संरचना के बारे में बात करेंगे तो यह विशेष रूप से आप जानते हैं यदि आप इस के विवरण में आगे देखने के लिए इच्छुक हैं तो यह मेरे एक छात्र के साथ एक पेपर है हमें पता है कि यह 2015 में ICC संचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकाशित हुआ था इसलिए सेंसर वर्चुअल सेंसर की इष्टतम संरचना तो आइए हम सेंसर क्लाउड के 2 अलग अलग परिदृश्यों पर विचार करें एक परिदृश्य में हम कहते हैं कि हमारे पास ये अलग अलग सेंसर हैं जो तैनात हैं और इन सेंसर को अंततः वर्चुअलाइज्ड करना होगा ठीक है तो हम कितने आभासी उदाहरण बनाने जा रहे हैं और ये उदाहरण क्या हैं यह ऐसा नहीं होने जा रहा है जैसे आप एक भौतिक सेंसर को एक वर्चुअल सेंसर से जानते हैं यह इन भौतिक सेंसर और वर्चुअल सेंसर के बीच एक से एक मैपिंग की तरह नहीं है इसलिए हम ये कुछ वर्चुअल सेंसर की तरह हो सकते हैं जो इस तरह से बनाए गए हैं और इसी के अनुरूप हैं हमारे पास यह भौतिक संवेदक है हमारे पास यह आभासी उदाहरण है हम ऐसा कुछ भी हो सकते हैं या यहां तक कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं तो इस तरह की मैपिंग वैसे भी संभव है इसलिए उस विशेष मुद्दा को अलग रखना आप जानते हैं कि कौन से सेंसर कौन से भौतिक सेंसर या किस से संबंधित हैं भौतिक सेंसर जो वर्चुअल सेंसर होते हैं या ये वर्चुअल सेंसर कैसे होते हैं शीर्ष पर एक विशेष आवेदन के लिए आपस में समूहबद्ध होने जा रहा है तो चलो हम कहते हैं कि हम कैसे शीर्ष पर एक विशेष आवेदन की सेवा के लिए उन्हें समूह में जा रहे हैं इसलिए कि एक मुद्दा है और यहां हम विचार कर रहे हैं कि ये सेंसर शारीरिक रूप से एक विशेष भौगोलिक स्थिति में स्थित हैं तो ये सभी सेंसर एक भौगोलिक स्थिति में हैं अब ऐसा हो सकता है कि वास्तविक परिदृश्य में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास अलग अलग भौगोलिक स्थान हों और इन विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हमारे पास सभी अलग अलग सेंसर हैं और वर्चुअलाइजेशन और इन आभासी सेंसर की संरचना में यहाँ पर वही काम करना होगा तो यहाँ क्या होने जा रहा है फिर से हम इनमें से कुछ करने जा रहे हैं इसलिए यह मानचित्रण किया जाना है और आप इस विशेष अर्थ को आभासी उदाहरण में जानते हैं 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में 2 अलग अलग भौतिक सेंसर के साथ मैप किया जा सकता है यहां तक कि इन या इन और इन जैसे कुछ भी हो सकते हैं और ऐसा कुछ हो सकता है तो 2 चीजों को यहाँ एक विशेष आभासी उदाहरण लिया जाना है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान या विभिन्न भौगोलिक में भौतिक सेंसर स्थान से मेल खाती है नंबर एक और नंबर 2 ये हैं कि आप इन अलग अलग वर्चुअल सेंसर को कैसे समूहीकृत करते हैं एक साथ एक विशेष आवेदन की सेवा करने के लिए तो यह पूरी समस्या है एक सेंसर क्लाउड की तैनाती के साथ करने के लिए एक बहुत ही मौलिक समस्या है तो आभासी सेंसर की इष्टतम रचना विस्तृत पेपर I सेट यहाँ पर उपलब्ध है इसलिए भौतिक सेंसर नोड्स का कुशल वर्चुअलाइजेशन एक समस्या है फिर आप इन वर्चुअल सेंसर को कैसे बेहतर बनाते हैं आप उन्हें कैसे जोड़ते हैं आप उन्हें एक साथ कैसे जोड़ते हैं तो इसके लिए फिर से अगर ये सभी सेंसर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं तो आपके पास एक तरह की स्कीम है और अगर यह कई क्षेत्रों में फैली हुई है तो आपके पास एक अलग स्कीम है तो वर्चूअल सेंसर की संरचना क्यों यह इसलिए है क्योंकि सेंसर स्वाभाविक रूप से संसाधन की कमी ऊर्जा की कमी संचार बाधाकंप्यूटेशन की कमी और इतने पर हैं सेंसर की स्थिति में गतिशील परिवर्तन भी सेंसर के लिए मौजूद हैं हम गतिशील रूप से बदल रहे हैं न केवल उनके कर्तव्य चक्र ऊर्जा संसाधन वगैरह उनकी स्थिति गतिशील रूप से बदलती है और न केवल वह बल्कि उनके आस पास की भौतिक स्थिति भी बदलती है परिणामस्वरूप सेंसर की स्थिति भी बदल जाएगी इसके अतिरिक्त ऐसा हो सकता है कि कुछ सेंसर वे आप जानते हैं कुछ हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर विफलता के कारण वे संचालित करने में विफल होते हैं और यही कारण है कि वे नहीं जानते हैं कि वे एक समय में संचालित हो रहे हैं लेकिन अगले ही समय में वे ऑपरेटिंग नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारे पास इन सभी प्रकार के परिवर्तन हैं जो इस प्रकार के नेटवर्क में संभव हैं वर्चुअल सेंसर की रचना गैर पारंपरिक है तो अगर हम परंपरागत रूप से बात करते हैं तो क्या होने वाला है तो हम बता दें कि हमारे पास यह बुनियादी ढांचा एक सेवा सॉफ़्टवेयर के रूप में है जिसमें से प्रत्येक को आप जानते हैं इसलिए हमें बुनियादी ढांचे को सेवा के रूप में या सॉफ्टवेयर को सेवा के रूप में देखना चाहिए इसलिए वे जो व्यवहार कर रहे हैं वह सिर्फ एक प्रकार का वर्चुअलाइजेशन है केवल एक प्रकार का वर्चुअलाइजेशन है चाहे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का आधारभूत संरचना का वर्चुअलाइजेशन और इसी तरह लेकिन यहां पर हमारे पास एक अलग परिदृश्य है यहां हम विभिन्न चीजों के वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकारों का वर्चुअलाइजेशन किया जाना है इसलिए यह यहाँ पर थोड़ा अलग है इसलिए वर्चुअल सेंसर का निर्माण जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूं अगर ये सभी अलग अलग सेंसर स्थित हैं या ढह गए हैं न केवल ध्वस्त हो गए हैं बल्कि एक ही भौगोलिक स्थिति में भी हो सकते हैं तो उन्हें वर्चुअलाइज्ड किया जा सकता है और ये वर्चुअल सेंसर हो सकते हैं वर्चुअल सेंसर का गठन भौतिक सेंसर के एक सबसेट से किया जा सकता है इस विशेष तरीके से और इस विशेष परिदृश्य में इष्टतम रचना के लिए यह माना जाता है हम भौतिक स्तर पर हम समरूप सेंसर नोड हैं सेंसर नोड्स वे सभी के अपने विभिन्न विशिष्टता हैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन नहीं बल्कि एक जैसे स्पेसिफिकेशन हैं इन सभी का अपना एक ही विनिर्देश है और आप जानते हैं कि वर्चुअल सेंसर नोड बनाने के लिए आप उन्हें एक साथ समूहित करते हैं इस विशेष परिदृश्य में हमारे पास वर्चुअल सेंसर समूह विभिन्न स्थान भौगोलिक स्थान अलग अलग सेंसर हैं और जैसा कि आप इन अलग अलग लेबल के माध्यम से यहां देख सकते हैं उन्होंने लेबल नहीं लगाया है लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास इन अलग अलग रंगों के सेंसर हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंसर विनिर्देशन में प्रकारों को दर्शाते हैं प्रकार का मतलब तापमान संवेदक आर्द्रता सेंसर ये विभिन्न प्रकार हैं तो आप तापमान सेंसर जानते हैं दबाव सेंसर कैमरा सेंसर ये विभिन्न प्रकार के सेंसर हैं तो आप इस विशेष फॉर्मूलेशन में जानते हैं उनके पास है माना जाता है हमने माना है कि न केवल सेंसर भौगोलिक रूप से वितरित हैं वे भौगोलिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं लेकिन आप जानते हैं कि वे रचित हो सकते हैं वे विषम हैं और वे इस विशेष शैली में रचे जा सकते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल सेंसर हो सकता है जिसमें शामिल है या इसे भौतिक सेंसर में एक भौगोलिक स्थिति में मैप किया गया है और कुछ अन्य भौतिक सेंसर दूसरे भौगोलिक स्थान मेंकुछ अन्य भौतिक संवेदक तीसरे भौगोलिक स्थान में कुछ अन्य भौतिक सेंसर एक चौथे भौगोलिक स्थान में लिहाजा इन सभी को साथ लिया जाएगा वे जरूरी नहीं कि एक और एक ही हो वे ऐसा नहीं हो सकता है कि वे सभी तापमान संवेदक के नहीं हो सकते हैं लेकिन वे दबाव संवेदक के साथ साथ तापमान संवेदक जानते हैं आप जानते हैं एक स्थान पर तापमान संवेदक एक स्थान पर प्रेशर सेंसर इसलिए इन सभी को एक साथ रखा जा सकता है और एक साथ क्लब किया जा सकता है एक आभासी सेंसर के रूप में एक साथ सार किया जा सकता है इसलिए इसी तरह से अलग अन्य वर्चुअल सेंसर एक साथ बनते हैं और ये वर्चुअल सेंसर एक और उच्च स्तर जोड़ते हैं वर्चुअल सेंसर समूह बनाने के लिए एक साथ रखा जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए VS1 और VS2 को वर्चुअल सेंसर समूह बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत हो सकते हैं या VS2 और VS3 एक वर्चुअल सेंसर समूह बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत हो सकते हैं इस विशेष उदाहरण में हम देखते हैं कि इन तीनों VS से एक विशेष वर्चुअल सेंसर समूह बनता है VS 1 VS 2 और VS 3 इसलिए एक बात याद रखें कि पिछले फॉर्मूलेशन के विपरीत यहां हमने विचार किया था भौतिक स्तर पर होमोजीनस सेंसर और यहां हमने विषम माना है इस तथ्य के शीर्ष पर सेंसर कि उन्हें भौगोलिक रूप से फैलाया जा सकता है वे सब उसी भौगोलिक स्थिति में नहीं हो सकता है विभिन्न भौगोलिक स्थानों से अलग सेंसर वर्चुअल सेंसर को एब्सट्रैक्शन के उच्च स्तर पर बनाने के लिए एक साथ मैप किया जा सकता है और वर्चुअल सेंसर समूहों को बनाने के लिए इन विभिन्न वर्चुअल सेंसर को फिर से एक साथ जोड़ा जा सकता है इसलिए प्रदर्शन के संदर्भ में आप जानते हैं कि कब हमने CoV I और CoV II के बारे में बात की थी समरूप और आभासी सेंसर की संरचना के अनुरूप विषम भौगोलिक रूप से वितरित शिष्टाचार के रूप के बारे में हम पिछले 2 स्लाइड में बात की थी इसलिए यदि आप प्रदर्शन के साथ ऊर्जा की खपत की तुलना पर दृष्टि रखते हैंक्योंकि यह पीसी के लिए संचयी ऊर्जा की खपत है यहाँ CoV I है यह CoV I का प्लॉट है और CoV II का प्लॉट है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊर्जा की खपत मूल रूप से इनमें से प्रत्येक में बढ़ती है और काफी समझ में आता है कि CoV II मूल रूप से अधिक ऊर्जा खपत को CoV I की तुलना में रखता है और जीवनकाल के संदर्भ में इन 2 में से प्रत्येक परिदृश्य यह जीवन भर की तुलना है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लाल रंग का एक CoV II के लिए है और हरे रंग के लेबल CoV I के लिए हैं तो दूसरी ओर एक जीवनकाल के दूसरे हाथ नहीं बढ़ता है लेकिन जीवनकाल मूल रूप से बढ़ जाता है अगर हमारे पास समरूप सेंसर परिदृश्य है जहां सेंसर एक भौगोलिक स्थान से हैं और वे सभी के एक ही स्पेसिफिकेशन हैं तो हमारे पास ये क्यूम्यलेटिव एनर्जी कन्सम्प्शन के 2 अलग अलग परिदृश्य हैं और नेटवर्क जीवनकाल और CoV I और CoV II बीच की तुलना और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि आप इन पर ध्यान देना चाहते हैं तो आप इस विशेष पेपर को देखें एक वर्चुअल सेंसर नोड की इष्टतम रचना के लिए सेंसर क्लाउड के भीतर एफिशिएंट वर्चुअलाइजेशनयह एक पेपर है जिसे हमारे द्वारा 2015 में लंदन में हुए ICC सम्मेलन में प्रकाशित किया गया था फिर हम दूसरी समस्या पर आते हैं जो गतिशील और अनुकूली डेटा कैशिंग तंत्र है इसलिए इससे पहले कि मैं इसके विवरण पर जाऊं मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा बता दें कि हम विभिन्न प्रकारों की सेंसर तापमान सेंसर सहित की मदद से पर्यावरण निगरानी के बारे में बात कर रहे हैं अब किसी विशेष क्षेत्र में तापमान बहुत बार नहीं बदलता है इसलिए विभिन्न संवेदकों से हमेशा बहुत अंतर पर डेटा एकत्र करना अनावश्यक है यह अनावश्यक है और इसी तरह यह संगत आभासी सेंसर अंत उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग अंत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध बनाने के लिए भी अनावश्यक है अगर तापमान मान जुड़े हुए हैं तो यह पर्याप्त है और कैश किए गए हैं और संग्रहीत हैं और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए हमने उपलब्ध कराया है जब भी उन्हें उस जानकारी तक पहुँच की आवश्यकता होती है एक वर्चुअल इन्स्टन्स बनाने की आवश्यकता नहीं है एक आभासी उदाहरण बनाएँ और फिर उस वर्चुअल इन्स्टन्स के माध्यम से उस आभासी को इकट्ठा करें या उस सेंसर को एक अर्थ में इकट्ठा करने और उस विशेष सेंसर को प्राइम करें विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा समय के बाद के अंतराल पर समय के लगातार इन्स्टन्स को इकट्ठा करें तो यह कैश करने के लिए आवश्यक है इसी तरह अलग अलग परिदृश्य हैं अलग अलग एप्लिकेशन हैं जहां इसे कैश करना आवश्यक है इसलिए हम कैश करने के विभिन्न तरीकों पर ध्यान देंगे तो मूल रूप से यह कैशिंग 2 विभिन्न प्रकार के कैश का परिचय देता है एक आंतरिक कैश है अन्य एक बाहरी कैश है इसलिए यह उदाहरण जो मैं आपको दे रहा था वह उस बाहरी कैश के बारे में था हम शीघ्र ही आंतरिक कैश देखेंगे तो यह कैशिंग तंत्र मूल रूप से संसाधन प्रयोग में दक्षता सुनिश्चित करता है तो कैशिंग मूल रूप से भौतिक वातावरण के परिवर्तन की विभिन्न दर के साथ साथ फ्लेक्सबल है तो सेंसर क्लाउड में कैशिंग की आवश्यकता क्यों है क्योंकि एंड यूजर्स वेब इंटरफेस के माध्यम से संवेदी जानकारी के लिए अनुरोध करते हैं और भौतिक सेंसर नोड्स और वर्चुअलाइजेशन का आवंटन होता है और भौतिक सेंसर नोड लगातार सेंसर क्लाउड में डेटा भेजते हैं और संचारित करते हैं और यही कारण है कि आप जानते हैं कि यह हमेशा आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप प्राइम को जानें और सेंसर को जांचने के लिए समझें और वेब इंटरफेस के माध्यम से अलग अलग एंड यूजर्स को लगातार सेंस किए गए डेटा भेजें इसलिए कुछ मामलों में व्यावहारिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण तापमान परिवर्तन या आर्द्रता परिवर्तन और इसी तरह की स्थिति में धीमी गति से है तो वे बहुत तेज नहीं है इसलिए भौतिक सेंसर के माध्यम से हमेशा समझदारी की आवश्यकता नहीं होती है तो यदि आप समझते हैं तो यह आपको केवल एक ही मूल्य देगा फिजिकल सेंसर अत्यधिक भिन्न मूल्य देने के लिए नहीं जा रहे हैं इसलिए वे शारीरिक रूप से स्थिर रहते हैं धीमे होने के कारण पर्यावरण में परिवर्तन रीडिंग स्थिर होने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह महसूस करना अनावश्यक है क्योंकि संवेदन फिर से अनावश्यक रूप से ऊर्जा का उपभोग करेगा जो अवांछनीय है हम एक आंतरिक कैश और बाहरी कैश की अवधारणा को पेश करते हैं मैं इस 2 के बारे में बात करने वाला हूं लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको इसके लिए हमारे द्वारा प्रकाशित विशेष पेपर का संदर्भ देना चाहूंगा यदि आपको इस आंतरिक और बाह्य कैश के बारे में अधिक जानकारी चाहिए और यह कैशिंग तंत्र कैसे संचालित होता है आप विशेष पत्र के माध्यम से जा सकते हैं जिसका संदर्भ यहाँ इस स्लाइड के बहुत नीचे दिया गया है और इसे 2014 में ICC सम्मेलन में प्रकाशित किया गया था तो चलिए अब वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आंतरिक कैश और बाहरी कैश के बीच अंतर क्या है तो आंतरिक कैश मूल रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को संभालता है निर्णय लेता है क्या डेटा सीधे एंड यूज़र को प्रदान किया जाना चाहिए या क्या डेटा को बाहरी कैश से फिर से कैश करने की आवश्यकता है यह बाहरी कैश क्या है तो यह सर्वर या हार्डवेयर का एक अलग टुकड़ा है जो इसके अंदर समय के हर निश्चित अंतराल पर डेटा इकट्ठा और स्टोर करता है इसलिए शुरू में कुछ डेटा का उपयोग आंतरिक कैश में संचारित करने के लिए किया जाता है तो यह कैशिंग की आर्किटेक्चर है तो यह मौजूदा आर्किटेक्चर है और यह केस कैश एनेबल आर्किटेक्चर है बाईं ओर हमारे पास यह मौजूदा आर्किटेक्चर है जहां हमारे पास अलग अलग भौतिक सेंसर थे और यह वह सेंसर क्लाउड और ये ऐप हैं जो सेंसर क्लाउड के माध्यम से रीसोर्स पूलिंग मेकैनिजम्स के माध्यम से सेंसर तक पहुंच प्राप्त करते हैं अब कैश एनेबल आर्किटेक्चर में हमारे पास यह आंतरिक कैश और बाहरी कैश है बाहरी कैश एक अलग सर्वर की तरह क्लाउड के बाहर कुछ वैचारिक हो सकता है जहां डेटा को इस ऐप्स के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है इस बाह्य कैश में सर्वर में उसी समय भी कैश किए जाते हैं तो आप जानते हैं ऐसा हो सकता है कि समय समय पर विभिन्न उदाहरणों में यह वह भौतिक स्तर सेंसर फिर से साबित करने की आवश्यकता नहीं है तो आप डेटा को जानते हैं यदि यह बहुत अधिक स्टेल नहीं है तो यह विशेष रूप से बाहरी कैश से प्राप्त किया जा सकता है और अगर यह और भी बेहतर किया जा सकता है तो ऐसा हो सकता है कि ये अलग अलग आभासी उदाहरण यहां सेंसर क्लाउड में हैं डेटा भी उपलब्ध हो सकता है हो सकता है कि एक उपयोगकर्ता पहले से ही इसका उपयोग कर रहा हो और वह डेटा हो सकता है उपलब्ध कराया गया है क्योंकि अगर आपको इसे क्लाउड के बाहर लाना है तो यह फेचिंग के लिए टाइम बढ़ने वाला है इसलिए आप यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं तो यह एक आंतरिक कैश है और यह बाहरी कैश से अलग है तो बाहरी कैश एक बाहरी सर्वर प्रकार है हालांकि आंतरिक कैश क्लाउड के अंदर निवासी है सेंसर क्लाउड के अंदर और इस तरह यह बाहरी कैश से भिन्न होता है यहां आंतरिक और बाहरी कैशिंग मेकैनिज्म का उपयोग करने वाले कैशिंग मेकैनिज्म के बीच प्रदर्शन की तुलना की गई है और कन्वेंशनल पारम्परिक conventional मेकैनिज्म में जैसे मैंने दिखाया है कन्वेंशनल का अर्थ यह एक इग्ज़िस्टिंग कन्वेंशनल मेकैनिज्म है और कैशिंग आधारित मेकैनिज्म का अर्थ है कि यह विशेष मेकैनिज्म वही है जो हम 2 के बीच प्रदर्शन की तुलना देखते हैं तो हमें यह बताने के संदर्भ में कि आपको कुल एनर्जी की खपत का पता है इसलिए कुल कन्वेंशनल मेकैनिज्म के मामले में ऊर्जा की खपत का मतलब हैकैशिंग मेकैनिज्म का उपयोग किए बिना इस विशेष गुलाबी रंग के क्षेत्र में कैशिंग तंत्र को यहाँ दिखाया गया है जहांकि कैशिंग का उपयोग करके कुल ऊर्जा खपत को इस विशेष बैंगनी रंग की क्षेत्र में दिखाया गया है इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा खपत में काफी कमी आई है यदि हम इस विशेष आकृति में दिखाए गए अनुसार कैशिंग तंत्र का उपयोग कर रहे हैं यह कैसे नेटवर्क जीवनकाल के संदर्भ में इस गुलाबी रंग के कथानक के साथ तुलना यहाँ कन्वेंशनल सिनेरियो है और यहां कैशिंग का उपयोग करने का सिनेरियो है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पारंपरिक रूप से नेटवर्क का जीवनकाल बहुत कम है और यदि हम कैशिंग का उपयोग कर रहे हैं जीवनकाल मूल रूप से बहुत सुधार करता है इसलिए कैशिंग का उपयोग करने और बिना कैशिंग तंत्र के बीच के अंतर के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण है तो कैशिंग मूल रूप से समग्र नेटवर्क जीवनकाल में सुधार करता है अंत में मैं सेंसर क्लाउड के एक और मुद्दे के बारे में बात करना चाहूंगा फिर से इसे एक कागज जिसे हमने 2017 में आईईई ट्रांजेक्शन में कंप्यूटिंग सेवाओं पर प्रकाशित किया है यह लिया गया है और यहां हमने सेंसर क्लाउड में मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर टिक किया है और हम एक सेंसर क्लाउड परिदृश्य में एक ऑप्टिमल प्राइसिंग मेकैनिज्म के साथ कैसे आ सकते हैं जहां वह प्राइसिंग मेकैनिज्म स्वयं न केवल ऑप्टिमल है बल्कि प्रकृति में डाइनैमिक है तो प्राइसिंग ही डाइनैमिक है तो यह कैसे होता है तो हम इस बारे में बात करेंगे इसलिए अगर हम मौजूदा क्लाउड को देखें जहां IaaS SaaS PaaS मॉडल का उपयोग किया जाता है तो आप सेवाओं की होमोजेनििटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए क्लाउड में मौजूदा मूल्य निर्धारण योजनाएं नियमित बादल समरूप सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या यह एक SaaS सेवा है PaaS सेवा या IaaS सेवा है और सेवा के रूप में सेंसर के लिए मूल्य निर्धारण की कोई योजना नहीं है इसका मतलब है कि यह विशेष सेंसर क्लाउड परिदृश्य सेंसर सेवा परिदृश्य के रूप में परिदृश्य के रूप में है इसलिए हमने एक मूल्य निर्धारण प्रणाली प्रस्तावित की है जिसमें 2 घटक शामिल हैं एक मूल्य निर्धारण जो हार्डवेयर के लिए जिम्मेदार होता है जिसका अर्थ सेंसर है और मूल्य निर्धारण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है इसका मतलब है कि अन्य बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर है अन्य हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्वरों को स्विच करता है और आदि तो मूल्य निर्धारण हार्डवेयर के लिए जिम्मेदार है जो सेंसर जैसे हार्डवेयर के लिए है और मूल्य निर्धारण बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार है इसलिए पी एच और पी आई इसलिए प्रस्तावित मूल्य निर्धारण योजना का लक्ष्य सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता के लाभ को अधिकतम करना सेंसर के मालिक का लाभ अधिकतम करना और अंत उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए है इसलिए अगर हम इस परिदृश्य को देखें तो हमारे पास ये अलग अलग अंतिम उपयोगकर्ता हैं अब आप देखते हैं कि यदि संवेदन किसी विशेष बिंदु से शुरू हुआ हो तो क्या हो सकता है तो सिंक करने के लिए सेंसर नेटवर्क में जब यह यात्रा करता है स्रोत से सिंक तक सेंसर डेटा यह अलग इंटरमीडिएट हॉप्स से यात्रा करता है और ये हॉप्स इसमें विभिन्न सेंसर मालिकों से इस विशेष रूप से संबंधित हो सकते हैं इसलिए जब आप मूल्य निर्धारण तंत्र के बारे में बात करते हैं तो हमें हार्डवेयर सेंसर के कारण मूल्य के अलावा विभिन्न सेंसर मालिकों से संबंधित मूल्य निर्धारण उस विशिष्ट मालिक की सेंसर लागत को ध्यान में रखना होगा जहां सेंसर से सेंसर का सेंसर सेन्सिंग हुआ है इसलिए यह सेंसर डेटा बेस स्टेशन के माध्यम से सेंसर क्लाउड को उपलब्ध कराया जाता है और अंत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बना दिया है तो एंड यूजर्स के पास न केवल इन सेंसर की हार्डवेयर लागत का भुगतान करने के लिए होगा जिसका अर्थ स्रोत सेंसर है लेकिन यह भी इन सेंसरों की हार्डवेयर लागत और प्लस हार्डवेयर लागत भी है हार्डवेयर लागत नहीं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना या अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे जो बेस स्टेशन सर्वर स्विच और आदि की तरह हैं तो इन सभी को भी मूल्य के प्रति योगदान करना होगा तो हम एक मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ कैसे आते हैं नेगोशिएशन परिदृश्य है जहां कीमतों पर भी बातचीत की जा सकती है तो यह सभी अलग अलग मामलों में नहीं हो सकता है लेकिन कुछ मामलों में यह हो सकता है कि अंतिम उपयोगकर्ता सौदेबाजी करने में सक्षम हों और सेंसर मालिकों के साथ या सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता के साथ कीमत पर बातचीत कर सकें तो कुछ जगह में एक सौदेबाजी तंत्र के कुछ प्रकार होगा यह एक बाजार की तरह का परिदृश्य होगा एक ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट प्लेस का परिदृश्य होगा जहां इस तरह की सौदेबाजी हो सकती है इसलिए सेंसर क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा किए गए लाभ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है अंत उपयोगकर्ताओं के लिए इष्टतम मूल्य निर्धारण विभिन्न कारकों पर विचार करना द्वारा अंत उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करना उपरोक्त तीनों विभिन्न कारकों पर विचार करके जैसे कि मूल्य निर्धारण जो भौतिक सेंसर नोड्स के उपयोग से निपटने के दौरान हार्डवेयर को जिम्मेदार ठहराया जाता है मूल्य निर्धारण सेंसर क्लाउड के बुनियादी ढांचे के साथ जुड़े कीमतों से निपटने के द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार ठहराया तो ये कुछ अलग मुद्दे हैं और कम से कम विभिन्न संदर्भ हैं यदि आप सेंसर क्लाउड के बारे में और जानना चाहते हैं तो सेंसर क्लाउड पर अलग अलग कुछ काम है यहाँ आपके लिए कुछ संदर्भ दिए गए हैं जैसा कि आप स्वान लैब में हमारे समूह में यहाँ देख रहे हैं हमने सेंसर क्लाउड की गहराई में खुदाई एक सेवा के रूप में सेंसर सेंसर का वर्चुअलाइजेशन सेंसर की संरचना विभिन्न सेंसर का कैशिंग और इसी तरह की थोड़ी खुदाई की है तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हमने एक पेपर में की हैं मैं आपको बताऊंगा कि यह विशेष रूप से यह पेपर भी एक तरफ से तुलना के बीच तुलना सेंसर क्लाउड और पारंपरिक सेंसर नेटवर्क के बीच एक मात्रात्मक तुलना के बारे में बात करता है तो इसके साथ हम सेंसर क्लाउड के अंत में आते हैं सेंसर क्लाउड सेंसर नेटवर्क को सक्षम करने के लिए वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इंटरनेट आफ थिंग्स को सक्षम करने के लिए खेद है और इंटरनेट आफ थिंग्स मूल रूप से आपको पता है अगर थोड़ा सा गहरा सोचा गया तो एफिशिएंट बनाया जा सकता है अगर हम संसार क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरनेट आफ थिंग्स के कार्यान्वयन को एफिशिएंट बनाया जा सकता है और सेंसर क्लाउड में फॉग कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कुछ समानताएं हैं वह भी अलग अलग साहित्य में शामिल किया गया है और यह आपको समझने की कोशिश करने के लिए है सेंसर क्लाउड फॉग कंप्यूटिंग और नियमित क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या अंतर है यह सब एफिशिएंसी के साथ करना है आप विभिन्न सेवाओं तक पहुंच जानते हैं आप जानते हैं कि ये इन चीजों के संबंध में हैं मूल रूप से वे बहुत भिन्न होते हैं और हम जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है यदि सेंसर क्लाउड है हमें क्लाउड की जरूरत नहीं है यह ऐसा नहीं है और यह भी ऐसा नहीं है कि अगर सेंसर क्लाउड है तो हमें फाग की जरूरत नहीं है इसलिए हमें अलग अलग समय में इन तीनों चीजों की आवश्यकता है आप जानते हैं कि वे विभिन्न परिदृश्यों के लिए उपयोगी हैं तो हमें सभी की एक साथ से जरूरत है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के लिए इन सभी तकनीकों की आवश्यकता है